आज हम अपनी पहली उदाहरण समस्या पर चर्चा करना शुरू करेंगे और हम दो चीजों का उपयोग सीखेंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहलाने वाले विषय का उपयोग सीखेंगे और दूसरा हम समझेंगे कि रिजिड बॉडी क्या है तो आइए एक बहुत ही सरल उदाहरण पर नजर डालते हैं मैने एक इन्कलाईन्ड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा है एक मीटर भुजा का एक वर्गाकार ब्लॉक है इस ब्लॉक पर ब्लॉक के बेस से d की दूरी पर एक फोर्स लगाया जाता है हम इस ब्लॉक को एक्विलिब्रियम में रखने के लिए आवश्यक फोर्स का पता लगाना चाहते हैं तो दस किग्रा मास का एक ब्लॉक 30° कोण के इन्कलाईन्ड प्लेन पर रखा है अत यहाँ यह कोण 30° है यदि मेरे पास d दुरी पर एक फोर्स है यदि है तो एक्विलिब्रियम के लिए F क्या है इसलिए हम इस समस्या को हल करने के तरीके को देखने और समझने की कोशिश करने जा रहे हैं पहली अवधारणा जिसे हमें समझना है वह जिसे फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है अवधारणा काफी सरल है क्या मैं बॉडी को फ्री कर सकता हूं मैं सभी बाहरी एजेंट्स के सन्दर्भ में फ्री कर दूंगा अगर मैं ऐसा करने में सक्षम हूं तो मैं केवल इच्छित बॉडी को देख सकता हूं तो इस मामले में इच्छित बॉडी यह वर्ग ब्लॉक है आइए बाहरी एजेंट्स की एक सूची बनाएं जिनसे मुझे इस बॉडी को फ्री करना है पहला बाहरी एजेंट इन्कलाईन्ड प्लेन ही है दूसरा बाहरी एजेंट जो इस बॉडी को प्रभावित करने वाला है वह ग्रेविटेशन या अक्सेलरेशन है जो इस बॉडी के पृथ्वी की ओर आकर्षण के कारण होता है तोअगर मैं अब लेता हूँ मैं इन दो बाहरी एजेंट्स के प्रभावों को फोर्सेज से बदलना चाहता हूं तो फ्री बॉडी डायग्राम की अवधारणा अनिवार्य रूप से कहती है कि मैं सभी बाहरी एजेंट्स के प्रभावों से बॉडी को फ्री कर सकता हूं और इस बॉडी पर उन बाहरी एजेंटो के प्रभावों को फोर्सेज के रूप में बदल सकता हूं और जिस क्षण मैं ऐसा करता हूं उस क्षण मैं अन्य बाहरी एजेंटो जैसे कि इन्कलाईन्ड प्लेन पर विचार किए बिना ही न्यूटन के मोशन के नियमों को इस बॉडी मात्र पर लागू कर सकता हूं तो आइए देखते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मैं मास के केंद्र को चिह्नित करने जा रहा हूं मुझे इसे थोड़ा बड़ा करने दें ताकि मैं संकेत कर सकू कि मुझे क्या इंगित करना है यहां है पहली क्रिया इन्कलाईन्ड प्लेन की है और इन्कलाईन्ड प्लेन क्या करता है अगर मैं बॉडी को बाहर निकालूं तो इन्कलाईन्ड प्लेन इस बॉडी पर अनिवार्य रूप से यहाँ नीचे एक फोर्स लगा रहा है मुझे नहीं पता कि यह कैसे फोर्स लगा रहा था लेकिन यह एक तरह का फोर्स है जो इस बॉडी पर इन्कलाईन्ड प्लेन द्वारा लगाया जा रहा था तो मैं इसे कहूंगा जैसा कि मैंने चित्रित किया है यह फोर्सेज का वितरण है यहाँ फोर्स F की मुझे गणना करने की आवश्यकता है जो दूरी पर कार्य कर रहा है और दूसरा फोर्स के रूप में मैं इंगित करूंगा जो ग्रेविटेशन के कारण ऊर्ध्वाधर कार्य करने वाला है जहाँ 10 मास है तो फोर्स mg है जो दस किलोग्राम है जिसे g से गुणा किया जाता है जो 98 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है तो यह 98 न्यूटन निकलता है मैं इसे उस संख्या से बदल दूंगा जिसकी गणना मैंने अभी की हैजो 98 न्यूटन है ब्लॉक एक मीटर की भुजा का हैं जैसे हमने कहा कि यह एक वर्गाकार ब्लॉक है यानी इसके मास के केंद्र की स्थिति ऊपर से आधा मीटर है और यह बाएं किनारे से भी आधा मीटर की दूरी पर है तो एक समान ब्लॉक के लिए फोर्स मास के केंद्र जो इस वर्ग के ज्यामितीय केन्द्रक पर स्थित है और प्रत्येक किनारे से आधा मीटर है पर केंद्रित होगा अगर मैं अब इस पर कार्य करने वाले फोर्सेज का योग 0 लेता हूं मुझे एक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए सभी फोर्सेज का योग सभी फोर्सेज के वेक्टर योग 0 के बराबर है कम से कम पहली शर्त तो यही है और दूसरी शर्त यह है कि G के सापेक्ष सभी मोमेंट्स का योग 0 के बराबर होता है तो आइए हम सभी फोर्सेज के योग की गणना करें लेकिन आप जानते हैं कि इससे पहले कि मैं सभी फोर्सेज के योग की गणना कर सकूं F की एक अनूठी कार्य दिशा है की एक अनूठी कार्य दिशा है लेकिन थोड़ा पेचीदा है की क्रिया की एक अनूठी रेखा नहीं है जिसका अर्थ यह भी है कि मुझे एक वितरित फोर्स के मोमेंट की गणना करने की आवश्यकता है तो यह एक तरह से वितरित फोर्स है लेकिन मैं यह कर सकता हूं कि मैं इसे एक ऐसे फोर्स से बदल सकता हूं जो इस ब्लॉक के निचले तल पर एक बिंदु पर एक इफेक्टिव फोर्स के रूप में कार्य कर सकता है और मास के केंद्र G के दाईं ओर x दुरी पर कार्यरत हैं इसलिए मैंने जो पहला मॉडल पेश किया है वह यह है कि मैंने वास्तव में ब्लॉक के नीचे एक वितरित फोर्स लिया है और इसे एक बिंदु फोर्स के रूप में एकल फोर्स के साथ बदल दिया है जो एक बिंदु के माध्यम से निचले तल पर कार्य करने वाले फोर्सेज के समूह का इफेक्टिव या रिजल्टेंट फोर्स है ब्लॉक के नीचे कार्य करता है तो देखते हैं कि क्या अब हम अपने एक्विलिब्रियम के नियमों को लागू करने के लिए तैयार हैं अब आइए हम सभी फोर्सेज का योग लें मैं इसे दो घटकों में विभाजित कर सकता हूं वह योग फोर्सेज के सभी x घटकों का एक वेक्टर योग 0 है और फोर्सेज के सभी y घटकों का योग 0 है है इसलिए सुविधा के लिए मैं x को इन्कलाईन्ड प्लेन के साथ और y को इन्कलाईन्ड प्लेन के लंबवत के रूप में परिभाषित करने जा रहा हूं इसलिए यदि आप ध्यान दें तो मैंने पहले अपनी कोआर्डिनेट सिस्टम को परिभाषित नहीं किया था मैं इसे उस बिंदु पर परिभाषित कर रहा हूं जहां मुझे फोर्स की गणना करनी है क्योंकि मैं फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करने के बाद फोर्सेज को देख सकता हूं और एक कोआर्डिनेट सिस्टम चुन सकता हूं जिसके लिए मुझे कंपोनेंट्स के साथ कम से कम फोर्सेज को हल करने की आवश्यकता हो उदाहरण के लिए कहें यदि मैं इस x और y को चुनता हूं जैसा कि मैंने यहां खींचा है यहां लाल रंग में दर्शाया गया फोर्स y दिशा के साथ है या वास्तविक रूप में पॉजिटिव y की दिशा में है फोर्स F नेगेटिव x की दिशा के अनुदिश है इसलिए वे प्रत्येक क्रमशः y या x घटक का योगदान नहीं करते हैं यह केवल वेट है जिसे मुझे अब इसके घटकों और x और y दिशा में हल करना है और ऐसा करने के लिए यदि इस त्रिभुज में यह कोण यहाँ 30° है यानी यह 60° है और यह भी 60° है जो इसे 30° पर रखता है जो इसे 60° पर रखता है इसलिए यदि मैं अब इस बॉडी पर कार्य करने वाले फोर्सेज का योग x दिशा में ले लूं तो मेरे पास मैं नीचे की ओर पॉजिटिव लेने जा रहा हूं मैं इसे हर समय अपने साइन कन्वेंशन के रूप में लिखने जा रहा हूं अब मैं केवल स्केलर घटक जोड़ रहा हूँ इसका अर्थ है और अगर मैं फोर्सेज को y की पॉजिटिव दिशा में ले जाऊं तो इस प्रकार यह प्रतीक यहाँ इंगित करता है कि ये मेरा साइन कन्वेंशन है इसका तात्पर्य है कि पॉजिटिव y दिशा में है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसे पूरा करते हैं तो पहला भाग कहता है कि माइनस प्लस का परिमाण 98 न्यूटन है कोसाइन 60 डिग्री वन हाफ बराबर 0 है तथा इसका तात्पर्य एक फोर्स है जिसका परिमाण मुझे नहीं पता माइनस 98 गुना sin 60 जो कि वर्गमूल तीन बटा दो है 0 के बराबर है तो पहले समीकरण से मुझे पता है कि और अब मैंने अभी तक समस्या पूरी नहीं की है क्योंकि एक्विलिब्रियम के लिए मेरी दूसरी शर्त है कि सभी मोमेंट्स का योग 0 होना चाहिए अब मैं इसे कैसे निर्धारित करूं यदि d आधा मीटर है तो मैं यहां दिखाए गए इफेक्टिव कार्य दिशा को खोजना चाहता हूं इस तथ्य को समायोजित करने के लिए कि मोमेंट्स के योग को 0 तक जोड़ना पड़ता है इफेक्टिव कार्य दिशा को मास के केंद्र से विस्थापित किया जाता है तो आइए अब अंतिम शर्त लागू करें कि G के सापेक्ष में सभी फोर्सेज के मोमेंट्स का योग 0 के बराबर है यह थोड़े सामान्यीकृत तरीके से है मैं विशिष्ट संकेतन का उपयोग करने जा रहा हूं अब मैं क्लॉकवाइज़ दिशा को पॉजिटिव लेने जा रहा हूं यह मेरी साइन कन्वेंशन है अगर मैं चुनता हूं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस साइन कन्वेंशन का उपयोग करते हैं जब तक आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो अभी मैं यह मानने जा रहा हूँ कि सभी क्लॉक वाइज़ मोमेंट्स पॉजिटिव हैं अब के कारण मोमेंट कम से कम जिस तरह से मैंने इस फ्री बॉडी डायग्राम में खींचा है G के दाईं ओर है जिसका अर्थ है कि यह काउंटर क्लॉक वाइज़ मोमेंट उत्पन्न करने वाला है तो हम गुना x को नेगेटिव चिह्न के साथ लेते हैं क्योंकि x पॉजिटिव का अर्थ है काउंटर क्लॉकवाइस दिशा में हैं प्लस जो 49 न्यूटन निर्धारित किया गया है अब यह d अनिवार्य रूप से G से कार्य दिशा के लंबवत दूरी है यह वह d नहीं है जिसे हमने चित्र में दिखाया है तो आइए हम केवल भ्रम से बचने के लिए हम इसे एक नए प्रतीक y से बदल देंगे इस विशेष उदाहरण के लिए y 0 है क्योंकि फोर्स लाइन ऑफ़ एक्शन से होकर गुजरता है क्योंकि फोर्स आधा मीटर है जिसका अर्थ है y जो कि लाइन ऑफ़ एक्शन से फोर्स की दूरी 0 है साथ ही बॉडी का वेट है जो 98 न्यूटन है वह भी मास के केंद्र से होकर गुजरता है इसलिए इसकी लाइन ऑफ़ एक्शन के लिए लंबवत दूरी भी 0 है इसलिए एक्विलिब्रियम के लिए हमें उस गुना x जो नेगेटिव सिग्न के साथ है प्लस 49 गुना 0 प्लस 98 गुणा 0 बराबर 0 होता है हमने अभी पाया है कि एक नॉन नेगेटिव संख्या या एक गैर शून्य संख्या है जिसका अर्थ है कि x बराबर 0 है तो अब हमने इस अज्ञात मात्रा x अज्ञात मात्रा और साथ ही इस बॉडी को एक्विलिब्रियम में रखने के लिए आवश्यक अज्ञात फोर्सका निर्धारण किया तो आइए हम विभिन्न फोर्सेज के सही परिमाण के साथ एक बार फिर इस वर्ग ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये तीन फोर्स इस बॉडी पर कार्य कर रहे हैं वे सब तीनों फोर्सेज लाइन ऑफ़ एक्शन से गुजर रहे हैं सभी मास केंद्र G से होकर गुजर रहें हैं जिसका अर्थ है कि तीनों फोर्सेज में से कोई भी G के सापेक्ष मोमेंट का कारण नहीं बन रहा है इसलिए अनिवार्य रूप से यह सिस्टम एक्विलिब्रियम में है यदि फोर्स इन परिमाणों के हैं अब इस प्रक्रिया में हमने दो फोर्सेज की पहचान की या उनकी गणना की आइए हम उन दोनों के बीच अंतर ज्ञात करें हमने दोनों और के परिमाण की गणना की तो यह है और यह है आइए और के बीच के अंतर को समझते हैं किसके कारण होता है एक फोर्स है जो इस तथ्य के कारण होता है कि मेरे पास इस ब्लॉक के नीचे एक इन्कलाईन्ड प्लेन है अब इन्कलाईन्ड प्लेन ब्लॉक को इस विशेष क्षण में मास के केंद्र के माध्यम से कार्य करने वाले फोर्सके साथ क्यों धक्का देगा यह केवल इस तथ्य से आता है कि इन्कलाईन्ड प्लेन रिजिड है ब्लॉक भी रिजिड है और यह कि अगर मैं इस ब्लॉक को एक इन्कलाईन्ड प्लेन के ऊपर रखता हूं तो ब्लॉक इन्कलाईन्ड प्लेन में प्रवेश नहीं करता है और न ही इन्कलाईन्ड प्लेन ब्लॉक को अपने आप धक्का देता है तोफोर्सवास्तव में उत्पन्न किया जा रहा है इस बाधा से स्वयं उत्पन्न होता है कि ब्लॉक इन्कलाईन्ड प्लेन में नहीं जा सकता है और न ही इन्कलाईन्ड प्लेन स्वाभाविक रूप से अपने ऊपर मौजूद इस ब्लॉक को धक्का दे सकता है और वे भी संपर्क में रहेंगे तो यह अनिवार्य रूप से कोई प्रवेश की बाधा के कारण संपर्क में उत्पन्न होने वाला फोर्स है तो इस बाधा से उत्त्पन्न अज्ञात मात्रा के फोर्सने हमारे फ्री बॉडी डायग्राम में मुखौटा लगाया हैं क्योकि इस तथ्य के कारण कि इन्कलाईन्ड प्लेन से फ्री बॉडी एक एजेंट के रूप में है जिस क्षण आप इन्कलाईन्ड प्लेन से बॉडी को फ्री करते हैं मुझे इस तथ्य का पता है कि इस बॉडी को इन्कलाईन्ड प्लेन में गिरने की अनुमति नहीं थी और इसे एक इफेक्टिव फोर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो संपर्क बिंदु पर लंबवत कार्य करता है तो एक फोर्स है जो इस बाधा से उत्पन्न होता है इसके विपरीत वह अज्ञात फोर्स है जिसकी गणना हम इस बॉडी को एक्विलिब्रियम में रखने के लिए करना चाहते हैं तो इस बॉडी को एक्विलिब्रियम में रखने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना होगा 30 ° इन्कलाईन्ड प्लेन पर बैठे दस किलोग्राम मास के बॉडी को एक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसे मास के केंद्र के माध्यम से धकेलने के लिए 49 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए और यह स्वाभाविक रूप से ब्लॉक को धक्का देने वाले इन्कलाईन्ड प्लेन के परिणामस्वरूप मास के केंद्र के माध्यम से लगने वाले 49 गुना वर्गमूल तीन न्यूटन का एक अतिरिक्त फोर्स उत्पन्न करता है तो ये दोनों फोर्स मौलिक रूप से भिन्न हैं फोर्स एक तो बाधा के कारण ही होता है वह फोर्स है जिसे हम बॉडी को एक्विलिब्रियम में रखने के लिए नियंत्रित करना चाहते हैं इसलिए हमने आज एक फ्री बॉडी डायग्राम का तरीका सीखा और उसके ऊपर हमने परिमित आकार के बॉडी के लिए एक्विलिब्रियम के दो नियमों के अनुप्रयोग के बारे में सीखा तथ्य यह है कि फोर्सेज को 0 तक जोड़ना है और मास के केंद्र के सापेक्ष में मोमेंट्स को भी जोड़ना है इसके अलावा हमने यह तथ्य सीखा कि फोर्स दो अलग अलग एजेंट्स से आ सकते हैं दो अलग अलग प्रकार की भौतिक प्रक्रियाएं है एक बाहरी एजेंट इसे धकेलता है और दूसरा एक बाधा से उत्त्पन्न होती है तो हम इस चर्चा को अगली कक्षा में एक अन्य उदाहरण समस्या के साथ जारी रखेंगे